फैराडे के नियम लेनज़ के नियम और प्रेरित विद्युत क्षेत्र के गैर संरक्षित प्रकृति पर प्रदर्शन पिछले सप्ताह में हम फैराडे के नियम Faraday's law और जुड़े कानून के बारे में बात कर रहे हैं जो लेंज़ के नियम Lenz's law है और इन नियम ने जो कहा है वह यह है कि एक बदलता हुआ फ्लक्स एक EMF का उत्पादन करता है EMF देता है और EMF ऐसा है जो बदलाव का विरोध करता है तीसरा बिंदु हमने बताया था कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से उत्पादित विद्युत क्षेत्र जिसका अर्थ है dB dt 0 के बराबर नहीं है संरक्षित नहीं है आज के व्याख्यान में मैं आपको कुछ प्रदर्शन दिखाने जा रहा हूं जिससे मैं आपको फैराडे का नियम दिखाऊंगा कैसे एक प्रेरित EMF एक बल्ब को रोशनी देता है मैं आपको लेंज़ के नियम Lenz's law का प्रदर्शन दिखाऊंगा और मैं आपको एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित विद्युत क्षेत्र के गैर संरक्षित स्वरूप को भी दिखाऊंगा फैराडे के नियम Faraday's law को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास यहां जो कुछ भी है वह इस बॉक्स के अंदर है हमारे पास बहुत सारे घुमाव वाली विद्युत धारा ले जाने वाले तार है जो यहां जुडी हुई है और हमारे यहाँ बहुत सारा लोहा भरा हुआ है वे साइकिल के स्पोक हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को यहां केंद्रित करते हैं जब मैं इस स्विच को चालू करता हूं तो यहां AC आता है जब AC की आपूर्ति यहाँ आती है यह एक चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है जो समय के साथ बदल रहा है और वह उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र अर्थात् समय के साथ बदल रहा है बदले में एक विद्युत क्षेत्र का उत्पादन करता है जो भी समय के साथ बदल रहा है इसलिए यह विद्युत क्षेत्र एक विद्युत धारा को उत्पादित करता है यदि मैं यहां तार लगाता हूं और मुझे उस धारा के प्रभाव को देखना चाहिए उदाहरण के लिए यहां आप इस बल्ब को देखते हैं जो बहुत सारे तारों से जुड़ा हुआ है इसलिए अगर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या चुंबकीय क्षेत्र को बदलने के कारण कोई EMF उत्पन्न होता है तो उसे यहां एक विद्युत धारा उत्पन्न करना चाहिए और जब मैं AC चालू करता हूं तो यह बल्ब रोशन होना चाहिए तो हम उस पर एक नजर डालते हैं आप देखते हैं जैसे ही इस स्विच द्वारा करंट चालू करते हैं आप देखते हैं कि बल्ब ऊपर रोशनी करता है इसी तरह से मेरे पास यहाँ बहुत से LED जुड़े हुए हैं यह आपको केवल एक रंगीन प्रदर्शन दिखाने के लिए है बहुत सारे LED तारों के एक ही सेट से जुड़े हुए हैं और जैसे ही मैंने इसे चालू किया आप देखेंगे कि LED की रोशनी विभिन्न रंगों के साथ प्रकाश करेगी तो आप देखते हैं कि इस कोर में एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर एक EMF को जन्म देता है क्योंकि बदलते प्रवाह या एक विद्युत क्षेत्र जो चारों ओर जा रहा है इस सेटअप में लेंज़ के नियम Lenz's law को दिखाने के लिए पिछली बार मैंने आपको एक छोटे से कुंडल में दिखाया था मैं आपको यह बड़ा कुंडल दिखाऊंगा जैसे ही मैंने इसे चालू किया आप देखेंगे कि यह डिस्क ऊपर चली जाएगी लेंज़ के नियम Lenz's law को प्रदर्शित करने के लिए मेरे पास यहाँ दो नलियाँ हैं जिनमें यह छेद है यह नली एल्युमिनियम से बनी है और यह नली तांबे से बनी है इसलिए मेरे पास ये ट्यूब अलग अलग चालकता के पदार्थ से बनी हैं याद रखें कि लेंज़ के नियम Lenz's law क्या है लेंज़ के नियम Lenz's law कहता है कि कोई भी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से विद्युत धाराएँ उत्पन्न करता है कि यह उस परिवर्तन का विरोध करता है और हम आपको दिखाएंगे कि चुंबक को अंदर रखकर यदि चुंबक नीचे गिर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र हर जगह बदल रहा है और इस नली में एक विद्युत धारा पैदा करता है और विद्युत धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि वह चुंबक के नीचे आने का विरोध करे और इसलिए चुंबक धीमा हो जाता है जिसे मैग्नेटिक ब्रेकिंग के रूप में जाना जाता है तो यह दिखाने के लिए कि ऐसा वास्तव में होता है मैं आपको सबसे पहले यह दिखाता हूं कि यदि मैं चाक के इस टुकड़े को ले जाऊं जो गैर चुंबकीय है और इसे इसके माध्यम से डालते हैं तो आप देखेंगे कि यह तुरंत नीचे आता है यह देखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं गिनना शुरू कर दूंगा और आप देखेंगे कि यह नीचे आने तक कितने गिनता है 1 2 2 गिनने पर यह नीचे आया इसे फिर से देखें 1 2 तांबे की नली के साथ भी यही होगा अगर मैं यहां तांबे की नली ले जाऊं मैं इसे यहां से डालूंगा 1 2 1 यह तुरंत नीचे आती है आइए अब देखते हैं कि अगर मैं इसके माध्यम से एक चुंबक रखता हूं तो क्या होता है इसके लिए मैं आपको निर्भरता दिखाने के लिए दो अलग अलग चुम्बकों का उपयोग करूँगा एक यहाँ एक छोटा चुंबक है आप यहां ध्यान केंद्रित कर सकते हैं यह एक छोटा चुंबक है और एक बड़ा चुंबक है एक का बहुत बड़ा चुंबकीय आघूर्ण है एक का छोटा चुंबकीय आघूर्ण है तो हम उन्हें यहां डालते हैं आइए एक छोटे चुंबकीय आघूर्ण के साथ इस चुंबक को लें और इसे इस नली के माध्यम से डालें तांबा याद रखना एक बहुत ही उच्च चालकता पदार्थ है तो हम इसे डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है 1 2 3 इसमें थोड़ा समय लगा फिर हम इसे करते हैं 1 2 3 अगर मैं बड़े चुंबकीय आघूर्ण के साथ एक चुंबक लेता हूं और देखते हैं कि क्या होता है 1 2 3 4 5 आप देखते हैं कि यह अधिक समय लेता है यदि मैं इसे कम चालकता के पदार्थ या बड़ी दूरी में रखता हूं तो क्या होगा हमें देखते हैं कि 1 2 3 यह 3 पर नीचे आता है इसलिए चालकता जितनी कम होती है उतनी ही तेजी से यह आगे बढ़ता है यदि यह लकड़ी की नली होती तो इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता यह उतने समय में नीचे आ जाएगा जब यह एक गैर चुंबकीय पदार्थ के रूप में आ रहा था तो यहाँ जो मैंने आपको दिखाया है वह यह है कि हम इसे एल्यूमीनियम के साथ एक बार और करते हैं और आप देखें कि इसमें अधिक समय लगता है इसलिए मैंने आपको जो दिखाया है वह यह है कि चुंबक को नली में डाल दिया जाता है एक संचालक नली जो विद्युत धारा उत्पन्न करना शुरू करता है जो इसके नीचे आने का विरोध करता है इस तीसरे प्रदर्शन में मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र जो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है गैर संरक्षित है आइए हम गैर संरक्षित के अर्थ को समझते हैं गैर संरक्षित क्षेत्र से हमारा मतलब है कि दो दिए गए बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है और यह मार्ग पर निर्भर करता है इसलिए मेरे पास यहां फिर से वही कुंडल है जो एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है क्योंकि यह यहां AC से जुड़ा है और यह इस विद्युत क्षेत्र का उत्पादन करता है जो चारों ओर जा रहा है और मेरे पास यहां एक कुंडल है जो एक नियमित रूप से संचालक तार है जो यहां से जुड़ा हुआ है मैं इसे यहां डालूंगा ताकि इस तार में एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जब मैं इन दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज का अंतर लेता हूं इसके आधार पर कि मैं उन्हें कैसे जोड़ता हूं आप देखेंगे कि वोल्टेज अलग अलग आती है वोल्टेज को मापने के लिए हम यहां इस मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं इसे AC पर रखें क्योंकि यह AC स्रोत से जुड़ा है इसलिए यहां प्रत्यावर्ती धारा है जो यहां एक प्रत्यावर्ती EMF का उत्पादन करता है और अब देखें अगर मैं इस प्रतिरोध के अंत में सीधे इस तार को यहां से जोड़ता हूं तो आप देखेंगे कि मैं AC चालू करने पर एक विशेष रीडिंग देखूंगा तो आइए हम इसे चालू करें कि रीडिंग क्या है और आप देखेंगे कि रीडिंग लगभग 0226 है यह इस पथ पर है अब हम उसी दो बिंदुओं के साथ पथ बदलते हैं मैं इसे उतारकर पीछे से ले जाऊंगा और देखूंगा कि रीडिंग क्या होगा वही दो बिंदु अब मैं इसे पीछे से ले रहा हूं और हम देखते हैं कि रीडिंग क्या है अगर मैं इसे चालू करता हूं तो आप देख रहे हैं कि वही समान दो बिंदुओं के लिए रीडिंग बहुत कम है बस आपको यह दिखाने के लिए हमने वास्तव में धोखा नहीं दिया आप में से कुछ लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि मैं कुछ जादू कर रहा हूं या कुछ धोखा दे रहा हूं हम फिर से उसी तरफ से करते हैं यदि मैं इसे उसी तरफ से करता हूं और आप फिर से देखेंगे तो रीडिंग 0225 पर वापस आ जाएगी मैं इसे यहां जोड़ता हूं और फिर से इसे चालू करता हूं और आप फिर से इसे 023 वोल्ट पर देखते हैं तो आप देखते हैं कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़कर मैं किस पथ पर हूं उस पर निर्भर करते हुए वोल्टेज अलग है और वह गैर संरक्षित क्षेत्र की परिभाषा है और जो हमने यहां दिखाया है इसलिए यह परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र का उत्पादन करता है जो गैर संरक्षित है तो आइए हम समझते हैं कि इन प्रदर्शनों में हमने क्या किया है पहले प्रदर्शन में मेरे पास यह लंबा पाइप था जो धातु चुंबकीय साइकिल के स्पोक से भरा था और इसके चारों तरफ AC प्रवाहित कर रही ये तार लगे हुए थे और यह मुख्य से जुड़ा था जैसे ही हम विद्युत धारा को चालू करते हैं एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसका उत्पादन होता है जो समय निर्भर है जो विद्युत धारा के समानुपाती है जो समय निर्भर भी है और इसलिए dB dt 0 के बराबर नहीं है और dB dt चूँकि B इस दिशा में है dB dt भी इसी दिशा में है और इसलिए यह एक विद्युत क्षेत्र का उत्पादन करता है जो चारों ओर जा रहा है यह उत्पादित विद्युत क्षेत्र E फाई दिशा में cosine ओमेगा t के बराबर है और वह वही है जो आप देखते हैं यह प्रदर्शन था 1 आप इस विद्युत क्षेत्र को देखते हैं क्योंकि बल्ब रोशनी देता है B∝Isinωt B∂t≠0 ϵcosωt प्रदर्शन संख्या 2 हमारे पास एक पाइप था यह ठोस है और हम इसके अंदर एक चुंबक लगाते हैं इस चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ होती हैं जो इस प्रकार होती हैं जैसा कि चुंबक यहां प्रत्येक बिंदु पर नीचे आता है या यदि मैं यहां एक खंड लेता हूं तो चुंबकीय फ्लक्स बदल जाता है जैसे जैसे चुंबकीय फ्लक्स बदलता है यह चारों ओर जाने वाला एक विद्युत क्षेत्र पैदा करता है इसे नीले रंग से बनाते हैं यह एक विद्युत क्षेत्र बनाता है जो चारों ओर घूमता है और जो खोल में एक विद्युत धारा पैदा करता है और वह विद्युत धारा ऐसी है कि वह चुंबक की गति का विरोध करती है अब उच्च चालकता उच्च चुंबकीय आघूर्ण उच्च त्रिज्या और खोल की मोटाई इसके आधार पर विद्युत धारा या चुंबक का धीमा होना बदल जाएगा एक और मात्रा जो वहां होगी वह है म्यू 0 यह निर्वात की चुम्बकशीलता नियतांक है एक आयामी विश्लेषण के माध्यम से इन सभी को मिलाकर मैं एक सूत्र बना सकता हूं कि यह नीचे आने में कितना समय लेगा मैं यह एक असाइनमेंट समस्या के रूप में दे दूंगा चुंबक को धीमा करने की इस तकनीक का उपयोग आघात अवशोषक बनाने में भी किया जाता है जिससे आप फेरोफ्लुइड डालते हैं जो एक नली में फेरोमैग्नेटिक कणों को वहन करता है और इसमें आप छड़ डालते हैं जिसके ऊपर जो कुछ भी मंच या कार है जिसे आप धीमा करना चाहते हैं जब यह ऊपर और नीचे जाता है और इसके माध्यम से आप एक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है यदि यह लाल वस्तु नीचे या ऊपर जाती है तो यह एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है और इसलिए वह विद्युत क्षेत्र जब यह लाल छड़ ऊपर और नीचे बढ़ने लगती है इसमें चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक विद्युत क्षेत्र का उत्पादन होता है और यह इस फेरोफ्लुइड में एक विद्युत धारा पैदा करता है जो ऐसा है कि बदले में परिवर्तन का विरोध करता है और इसलिए गति धीमी हो जाती है या नीचे गिर जाती है तीसरा मैंने आपको उत्पादित विद्युत क्षेत्र के गैर संरक्षित स्वरूप को दिखाया और मैं इसे इस तरह से मॉडल कर सकता हूं कि इस क्षेत्र में चारों ओर जा रही रिंग को लिया था इस तरफ कुछ प्रतिरोध था और दूसरी तरफ कुछ अन्य प्रतिरोध जब मैंने इस लाल पक्ष से तारों को लिया तो मैंने इसे एक वाल्टमीटर से जोड़ा मुझे एक रीडिंग मिली दूसरी तरफ जब मैंने तारों को दूसरी तरफ से जोड़ा तो मुझे एक अलग रीडिंग मिली कोई भी इसका विश्लेषण कर सकता है और जांच सकता है कि ये रीडिंग क्या होनी चाहिए और हमने वास्तव में प्रदर्शन में देखा कि वे अलग हैं और इसलिए क्षेत्र की प्रकृति गैर संरक्षित है और ऐसा इसलिए है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं अपने आप बंद होती हैं इसलिए मैं वास्तव में दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल को परिभाषित नहीं कर सकता अगर मैं दो बार जाऊं तो पोटेंशियल अधिक होगा वाल्टमीटर दो अलग अलग पक्षों पर पोटेंशियल अंतर की गणना करने के लिए मैं आपको एक असाइनमेंट समस्या फिर से दूंगा